अब मशीन वास्तव में एक सुर में स्विंग करेगी आइए अब दो मशीन के सिविंग इक्वेशन को एक कॉमन बेस पर समझे तो पहले वाली के लिए आप लिख सकते हैं H1Πf d21dt2 Pi1 - Pe1 यह समीकरण 24 है दूसरे मशीन के लिए आप लिख सकते हैं H2Πf d22dt2 Pi2 - Pe2 यह समीकरण 25 है क्योंकि मशीन रोटर एक सूर में स्विंग हो रहा है और मैंने आपको बताया था की गति का बढ़ना और घटना एक समान होगा इसलिए हम 12δलिख सकते हैं यह समीकरण 26 है और अगर आप समीकरण 24 और 25 को जोड़ेंगे तथा 12δ प्रति स्थापित करेंगे तब HeqΠf d2dt2 Pi - Pe प्राप्त होगा यह समीकरण 27 है जहां Pi Pi1 Pi2 Pe Pe1 Pe2 और Heq वास्तव में H1H2 के बराबर है सामान्यत Heq वास्तव में यह G1machineGsystemH1machineG2machineGsystem H2machine के बराबर होता है और अगर आपके पास G1 H1 इस मशीन की रेटिंग तथा इनेर्सिया तथा दूसरे मशीन की G2 H2 हो तथा तीसरे मशीन की G3 H3 हो और इसी प्रकार अन्य मशीन के लिए भी तब G1 H1 G2 H2 make it in genaralGnHnby your system base Gsystem वास्तव में Heq है तो यहां भी इस स्थिति में हम लोग इसे वैसे ही रख रहे हैं अर्थात G1 H1 G2 H2 Gsystem तो यह Heq है लेकिन अगर आप इस उदाहरण को लेते हैं यदि G1machineG2machine और Gsystemयह सब मान आपस में बराबर हो तो यह H1H2हो जाएगा इसका मतलब दो मशीन के लिए जब यह समानांतर हो तो इनका इनेर्सिया को जोड़ा जाएगा वरना इस तरह परिवर्तित करना होगा अब हम अगले उदाहरण पर आएंगे तो मान लीजिए कि एक 60 hz 4 पोल टर्बो जेनरेटर जिस की रेटिंग 100 MVA 138 kV है और इनेर्सिया कांस्टेंट 10 MJ MVA है आप को सिंक्रोनस स्पीड पर संचित ऊर्जा प्राप्त करना है अगर जेनरेटर का इनपुट को 50 MW इलेक्ट्रिकल लोड के लिए अचानक से 60 MW बढ़ाया जाए तब आपको रोटर का त्वरण पता करना है भाग b में प्राप्त किए गए रोटर के त्वरण को 12 साइकिल के लिए स्थिर रखा गया है तो आपको टार्क के एंगल में परिवर्तन तथा रोटर स्पीड इस अवधि के अंत में पता करना है तो इसे हम कैसे करेंगे तो भाग क्योंकि संचित ऊर्जा हम जानते हैं कि G H होती है और G 100 MVAऔर H 10 MJMVA दिया हुआ है इस प्रकार संचित ऊर्जा 10010 इसलिए 1000 MJ होगा अब में अगर जेनरेटर के इनपुट को 50 MW के इलेक्ट्रिकल लोड से 60 MW के इनपुट से अचानक से बढ़ा दिया जाए तब हमें रोटर का त्वरण पता करना है अब त्वरित शक्ति Pa Pi - Pe इसलिए Pe 50 MW और Pi जोकि जेनरेटर का इनपुट है जिसे 60 MW से अचानक से बढ़ा दिया जाता है इसलिए यह 60 50 MW यानी 10 MW तो वास्तव में त्वरित शक्ति 10 MW है अब हम जानते हैं की M GH180fयानी हम MJ sec elect degree में लिख रहे हैं इसलिए G H 100 10 यह वास्तव में 100 है लेकिन यह उत्तर सही है 1001018060 यानी 554 जो MJ sec elect degree में है अब M आपको पता है और आप जानते हैं कि M d2dt2 एक्सीलरेटिंग पावर Pa है इस प्रकार 554 d2dt2 10 इसका मतलब d2dt2 10545 108 elect degree Sec2 इसलिए 108 elect degree Sec2 d2dt2वास्तव में त्वरण है इसलिए α त्वरण अब भाग जिसमें यह बताया गया है कि भाग b में प्राप्त किए गए रोटर के त्वरण को 12 साइकिल के लिए स्थिर रखा गया है तो आपको टार्क के एंगल में परिवर्तन तथा रोटर स्पीड इस अवधि के अंत में पता करना है 12 साइकिल का मतलब यह 60 hz का सिस्टम है यानी ½ α ∆t2 इसलिए 12 α 108 elect degree Sec2 ∆t02 2 तो δ वास्तव में 216 elect degree है तथा अब यह पूछा गया है कि आपको टार्क के एंगल में परिवर्तन पता करना है तो यह टार्क के एंगल में परिवर्तन है अब यह α 108 elect degree Sec2 है इसे हमें rpm यानी रिवॉल्यूशन प्रति मिनट प्रति सेकंड में परिवर्तित करना है यह एक आसान अंकगणित है 3600 1 चक्कर है इसलिए 10 1360रिवॉल्यूशन और जो भी यहां पर है यानी 108360 रिवॉल्यूशन यहां से हमने rpmSec प्राप्त किया है यानी 108 elect degree Sec2 दिया हुआ है तो जब आप इसे ऐसे लिखते हैं तो इसको 60 से गुना किया गया है इसलिए यह 1Sec2 लिखा हुआ है इसे आप 1SecSec भी लिख सकते हैं क्योंकि 60 सेकंड 1 मिनट होता है इसलिए 1 सेकंड 160 मिनट इसलिए इसके कारण 1 Sec2 SecSec है इसका मतलब सेकंड यानी 1 Sec 160 फिर160 को हर में रखने पर 60 ऊपर जाएगा इसलिए 60 108360 rpmsec तो इस तरह से हम α 18 rpmsec परिभाषित करते हैं अगर आप इसे सरल करेंगे तो यह 18 rpmsec हो जाएगा क्योंकि हमें अवधि के अंत में रोटर स्पीड rpm में प्राप्त करना है मेरा मतलब इस तरह से आपको इसे हल करना है और अगर आप ऐसा करेंगे तब आपको उत्तर मिल जाएगा उम्मीद करता हूं कि इस परिवर्तन को आप समझ चुके होंगे अब अवधि के अंत में रोटर स्पीड rpm 12 साइकिल के लिए वास्तव में 120fPα∆tहै इसलिए यह1206041802है यानी 18036 rpm के कारण से हम इसका यह मात्रक बनाते हैं क्योंकि यह ∆t है इस कारण से 18 rpmsec यहां सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा और मात्रक rpm बचेगा और यह 120fP है तथा यह 18036 rpm है यह उत्तर है थोड़ा बहुत आपको सावधान रहना पड़ेगा जब आप मात्रक का परिवर्तन कर रहे होंगे अब अगला उदाहरण दो है एक 400 MVA सिंक्रोनस मशीन जिसकी H1 46 MJMVA दी हुई है तथा दूसरे मशीन 1200 MVA की H2 3 MJMVA है तथा यह दोनों मशीन आपस में समानांतर हैं आपको 100 MVA बेस पर Heq पता करना है इसलिए दोनों मशीन की गतिज ऊर्जा यानी G1 H1 G1 400 है तथा H1 46 इसलिए 46400 यह H2 3 है तथा G2 1200 है इसलिए कुल 5440 MJ तो यह आपका दो मशीन की गतिज ऊर्जा का सूत्र है HeqG1machineGsystemH1machineG2machineGsystem H2machine तो सभी आंकड़े दिए हुए हैं G1machine 400 MVA H1machine H1 जो 46 MJMVA के बराबर है फिर G2machine1200 MVA और H2machine H2 जो 3 MJMVA है और Gsystem 100 MVA है तो सभी मान रखने पर यह 544 MJMVA हो जाएगा इसलिए तुल्य इनेर्सिया 100 MVA बेस से कूल गतिज ऊर्जा 5440 में भाग देने पर 5440100 प्राप्त होती है और मैंने गलती से यहां 1000 लिख दिया था यह 100 है तो यह 54 4 MJMVA प्राप्त होता है फिर से मैंने इन सभी गणना की पुनरावृति की है अगर आपको इसमें कोई त्रुटि नजर आए या मेरे लेखनी में भी कोई त्रुटि नजर आए तो मैं आपकी प्रशंसा करूंगा अगर आप इसकी जानकारी मुझे देंगे तो उदाहरण 3 एक 100 MVA 2 pole 50hz जेनरेटर की जड़त्व प्रवृत्ति 40 103 Kg meter2 है रेटेड स्पीड पर रोटर में संचित ऊर्जा क्या है तथा इसके संगत एंगुलर मोमेंटम क्या है तथा इनेर्सिया कांस्टेंट को भी पता करें यह तीन चीज को पता करना है अब सिंक्रोनस स्पीड Ns 120fP P 2 दिया हुआ है 3000 rpm प्राप्त होगा तो यह वास्तव में 300060 rps है तथा संचित गतिज ऊर्जा ½ J m2 यह 2 पोल मशीन है इसलिए m इलेक्ट्रिकल और m मैकेनिकल बराबर होंगे अर्थात इलेक्ट्रिकल रेडियंट और मैकेनिकल रेडिएंट दोनों समान होंगे क्योंकि यह 2 पोल मशीन है इसलिए गतिज ऊर्जा ½ J m2 इसलिए ½ J 40 103 और यह आपका ω यानी 2π क्योंकि यह rpm में दिया हुआ है यानी 300060 तो यह rps में बदल जाएगा इसलिए 2 π3000602 10 6 MJ जो वास्तव में 197443 MJ के बराबर आ रहा है इसी प्रकार H संचित गतिज ऊर्जाMVA बेस इसलिए 197443100 जो 197443 MJMVA के बराबर आ रहा है इस प्रकार M J m जिसे हमने पहले भी देखा है यानी 40 103 m 10 6 यानी MJ SecMech rad और यह M 12568 MJ sec Mecha rad 2 पोल मशीन के द्वारा प्राप्त हो रहा है तो मेकैनिकल और इलेक्ट्रिकल रेडिएंट समान है तो यह एक छोटा सा उदाहरण है आइए अब स्टेडी स्टेट के स्थिति में पावर फ्लो के बारे में अध्ययन करें तो हम एक छोटी ट्रांसमिशन लाइन लेंगे तथा यह मानेंगे कि इसका प्रतिरोध ना के बराबर है तो केवल ट्रांसमिशन लाइन का रिएक्टेंस उपस्थित है क्योंकि प्रतिरोध को नजरअंदाज किया गया है इसका मतलब लाइन वास्तव में क्षय रहित है तो आम समझ के लिए हम एक छोटे क्षय रहित ट्रांसमिशन लाइन को लेंगे तथा चित्र दो में यह दिया हुआ है कि प्रतिरोध नहीं है ट्रांसमिशन लाइन के परफारमेंस करैक्टेरिस्टिक में हमने R को ध्यान में रखा था लेकिन यहां R नहीं ले रहे हैं इसका मतलब सेंडिंग एंड का वास्तविक पावर और रिसिविंग एंड का वास्तविक पावर दोनों समान होंगे अर्थात Ps और Pi समान होंगे क्योंकि यहां प्रतिरोध नहीं है इसलिए प्रति फेज सेंडिंग एंड रिसिविंग एंड वोल्टेज क्रमशः VS और VR है तो हमारी इच्छा सेंडिंग तथा रिसिविंग एंड पर वास्तविक तथा आभासी पावर प्राप्त करने की है यह दिया हुआ है कि VS VR को एंगल δ से लीड कर रहा है वास्तव में सेंडिंग एंड वोल्टेज रिसिविंग एंड वोल्टेज को एंगल δ से लीड कर रही है इसे हमने लोड फ्लो के अध्ययन के दौरान भी पढ़ा था PS j QS SS PS j QS VS I तो यह समीकरण 29 से चित्र 2 से मेरा मतलब यह वाला I VS VRjx समीकरण 29 और 30 से यानी यह I यहां प्रति स्थापित करने पर SS VSVS VR jx प्राप्त होता है यह समीकरण 31 है अब VR ∟00 इसलिए VR VRभी VR के बराबर होगा क्योंकि एंगल 00 है VS VS ejδ इसमें यह सभी चीजें रखने पर तथा सरलीकरण करने पर आपको SS PS j QS VS x sin jVS2 VS cos x प्राप्त होगा इसका मतलब PS VSVRx sin यह समीकरण 32 है और QS VS2 VS cos x तो यह सेंडिंग इंड रिसिविंग इंड का रियल और रिएक्टिव पावर reactive power है अब अगर इसी प्रकार से आप करेंगे इसी प्रकार से रिसिविंग एंड पर SR PR j Qr VR I और इसी प्रकार आगे बढ़ने पर PR VS x sin and QR VSVRcos δ VR2 x यह समीकरण 36 है लेकिन यहां हमारा मकसद रियल पावर को प्राप्त करना इस प्रकार लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन के लिए PS PR VS x sin यह समीकरण 37 है लॉसलेस सिंक्रोनस मशीन के द्वारा स्टेडी स्टेट के लिए पहुंचाई गई पावर को इस प्रकार लिखा जा सकता है Pe Pt Eg xd sin यह समीकरण 38 है जहां Eg सिंक्रोनस मशीन का rms आंतरिक वोल्टेज है सिंक्रोनस मशीन का rms टर्मिनल वोल्टेज है और xd डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंट्स है तथा δ इलेक्ट्रिकल पावर एंगल है इसलिए Pe Pt Eg xd sin अब उदाहरण 4 एक ट्रांसमिशन लाइन का 200 MW लोड पर सेंडिंग एंड तथा रिसिविंग एंड वोल्टेज 230V है अर्थात 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का 200 MW लोड पर सेंडिंग एंड तथा रिसिविंग एंड वोल्टेज 230V है तथा प्रति फेज लाइन इंपीडेंस j14Ω है तथा r को नजरअंदाज किया गया है आपको अधिकतम स्टेडी स्टेट पावर जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है उसे प्राप्त करना है क्योंकि पहले हमने चर्चा किया था कि हम लोग प्रति फेज विश्लेषण को करेंगे इसलिए VS 2303जो कि 13279 kV है अब समीकरण 37 से PR PS VS x क्योंकि इस स्थिति में sin δ 1 अर्थात δ90◦ है और VS इसलिए VR2 x जोकि 13279214 तो यह वास्तव में 12595 MWफेज क्योंकि यह 3 फेज है इसलिए 312 12595 37785 MW होगा तो यह एक साधारण उदाहरण है अगला इस चित्र 3 का सिंगल लाइन डायग्राम है सभी मान प्रति यूनिट में कॉमन बेस पर दी हुई है यह बस 2 है तथा यह अनंत बस वोल्टेज 1 pu है इसलिए 1∟0 दिया है तथा बस 2 08 पावर फैक्टर लैगिंग पर 1 pu है पावर एंगल इक्वेशन तथा स्विंग इक्वेशन पता करें यह मानते हुए की लॉस ना के बराबर है इसको हल करने के पहले आइए समझे कि अनंत बस क्या होता है सामान्य तौर पर हमें जानते हैं कि अनंत बस का वोल्टेज परिमाप तथा एंगल दोनों ही अचर होते हैंलेकिन इसका मतलब क्या होता है तो पहले आप क्या समझे कि अनंत बस क्या होता है फिर हम इस प्रश्न को हल करेंगे आइए अनंत को परिभाषित करें यह जेनरेटर है और यह पावर सिस्टम नेटवर्क है इस ट्रांसमिशन नेटवर्क का इंपीडेंस Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 है और यह एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है इस पूरे ट्रांसमिशन नेटवर्क को एक बड़े सिस्टम से जोड़ा गया है और यह डायग्राम है यह डबल सर्किट लाइन है यह चित्र A है इस डायग्राम को मैंने वर्णन करने के मकसद से लिया है इसलिए चित्र A को चित्र B बदला जा सकता है और यह तुल्य नेटवर्क ट्रांसमिशन नेटवर्क का तुल्य थेभनिन है इसलिए यह सभी चीजें थेभनिन इक्विवेलेंट है यह टर्मिनल वोल्टेज Et है और ये Zeq re j xe है तो हमने थेभनिन इक्विवेलेंट बनाया है तथा इस बड़े से सिस्टम को एक बड़े से प्रस्तुत किया गया है और यह दिया हुआ है कि यह EB अर्थात E प्रत्यय B है तथा यह अनंत बस है क्योंकि सिस्टम के सापेक्ष आकार के कारण जिसे मशीन पावर प्रदान कर रही है यह मशीन बहुत ही बड़े सिस्टम को पावर प्रदान कर रही है मशीन वास्तव में थेभनिन वोल्टेज Thevenin's voltage EB और आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेगी इसका मतलब इस सिस्टम के तुलना में मशीन से जुड़े गतिशीलता में कोई बदलाव नहीं होगा यह सिस्टम जेनरेटर की तुलना में काफी बड़ा है अर्थात यहां पर कोई बदलाव होगा तो इस बस में कोई भी परिवर्तन है नहीं आएगी यह वोल्टेज EB तथा इसका एंगल अपरिवर्तित रहेगा और इस तरह के निरंतर वोल्टेज और निरंतर आवृत्ति के ऐसे वोल्टेज स्रोत को एक अनंत बस के रूप में जाना जाता है तो यह आपके अनंत बस का परिभाषा है तो मैं फिर से दोहराता हूं मान लीजिए कि आपके पास एक जेनरेटर है और एक बहुत ही बड़ा सिस्टम है तो आप एक थेभनिन इक्विवेलेंट बनाते हैं जेनरेटर को छोड़कर पूरे ट्रांसमिशन का थेभनिन इक्विवेलेंट Zeq re j xe और यह बस बार वोल्टेज यहां इसे हम EB यानी अनंत बस वोल्टेज लिख रहे हैं तथा अगला सिस्टम की गतिशीलता है वास्तव में यह काफी बड़ा सिस्टम है इसकी तुलना में अगर सिस्टम के गति में किसी भी कारण से कोई प्रभाव पड़ता है तो भी यह वोल्टेज तथा यह आवृत्ति के परिमाण में कोई अंतर नहीं पड़ेगा इस कारण से निरंतर वोल्टेज और निरंतर आवर्ती वाले सिस्टम को अनंत बस कहा जाता है तो यह अनंत बस का परिभाषा है वास्तव में यह थेभनिन वोल्टेज है जिसे आप EB से सूचित करते हैं और सिस्टम इतना बड़ा है कि इसके गति में परिवर्तन से इसके वोल्टेज तथा एंगल में कोई परिवर्तन नहीं आएगा तो अनंत बस का यह परिभाषा था क्योंकि इस उदाहरण में अनंत बस है इसलिए मैंने सोचा इसे मुझे आपको अच्छे से समझा देना चाहिए और अधिकतम प्रश्न में आप यह 1∟0 देंगे यह बस 3 है जेनरेटर का रिएक्टेंस j025 और ट्रांसफार्मर का रिएक्टेंस j015 और यह लाइन 1 2 02 है और यह तीसरा बस यहां है यह j01j01 भाग है लेकिन कुल 02 है तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाने पर जनरेटर वोल्टेज को Eg∟δ लिख सकते हैं यह j025 और j05 है तो j025 j015 और यह 1 से 2 यह j02 है और यहां 1 से 3 और 3 से 2 j01 j01 है और यह अनंत बस वोल्टेज है इसलिए हम इसे 1∟0 लिख रहे हैं यह इस नेटवर्क का इक्विवेलेंट इंपेडेंस डायग्राम है यह आपका इक्विवेलेंट है इसे हमें हल करना है इसलिए xeq यह दोनों 01 01 और 02 आपस में समानांतर हैं 3 को मैंने जानबूझकर चिन्हित किया है लेकिन कोई भी फॉल्ट के बारे में नहीं कहा गया है और यह डबल सर्किट लाइन है लेकिन एक और बस बार को यहां उत्पन्न किया गया है इसलिए xeq 025 015 0202020204 तो यह 050 pu है और पावर फैक्टर 08 लैगिंग दिया हुआ है इसलिए Φ 36870 लैगिंग है अब बस 2 मे धारा अगर आप इस प्रश्न को पढ़ेंगे तो बस 2 में पहुंचने वाली पावर 1 pu है तथा अनंत बस का वोल्टेज 1∟0 pu है और लैगिंग पावर फैक्टर 08 दिया हुआ है इसका मतलब बस 2 मे धारा V I cos से इनपुट पावर है और यह आपका अनंत बस वोल्टेज तथा 08 पावर फैक्टर दिया हुआ है इसलिए V I cos 1 सब कुछ प्रति इकाई में दिया हुआ है इसलिए 125 ∟ 36870